अब मैं पहले असाइनमेंट में पोस्ट किए गए प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जो कि विद्युत मात्रा और बुनियादी सर्किट तत्वों की एक और दो प्रारंभिक इकाइयों के लिए असाइनमेंट है मैं क्या करूंगा कि मैं समाधान की दिशा में कदमों की रूपरेखा तैयार करूंगा और मैं अंतिम उत्तर भी दिखाऊंगा तो यहाँ यह पहला प्रश्न है तो यह कहता है I 1 निर्धारित करें जो दिखाया गया है वह नोड है जिसमें चार तार जुड़े हुए हैं अब तीन धाराएं दी गई हैं और आपको चौथा खोजना होगा और जाहिर है किरचॉफ का धारा नियमइसे हल करने की विधि है अब दो धारा सीधे दिया गया यह तीन एम्पीयर बाहर की ओर बह रहा है और यह 2 एम्पीयर अंदर की ओर बह रहा है तो आपको या तो बाहर की ओर बहने वाली सभी धाराओं को लेना होगा मान लीजिए कि हम उन्हें बाहर की ओर बहते हुए ले जा रहे हैं तो यह तीन एम्पीयर होंगे यदि आप समान रूप से बहते हुए आउटपुट वार्ड के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि 2 एम्पीयर है अब यह अंतिम प्रति यूनिट समय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के संदर्भ में दिया गया है इसलिए आपको केवल यह जानने की जरूरत है कि एक इलेक्ट्रॉन है 16 गुणा 10 से 19 कूलम्ब इसलिए जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से बह रहे हैं तो वास्तव में दूसरी तरफ प्रवाह हो रहा है तो वह धारा १६ गुना १० से १९ गुना ६२५ गुना १० से ९ १ नैनो सेकंड जो १० से ९ है जो हमें मूल रूप से 16 गुना 625 एम्पीयर देता है यह 1 एम्पीयर है तो हमारे पास इस तरह से बहने वाला एक एम्पीयर है याद रखें मैंने माइनस सिंग को यहां नहीं रखा क्योंकि मेरे पास है पहले से ही I को इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में ले लिया है तो अब मैं 1 3 एम्पीयर 2 एम्पीयर 1 एम्पीयर शून्य होना चाहिए तो यदि आप इसके लिए हल करते हैं तो आपको I 1 to be 2 एम्पीयर मिलेगा यहां दूसरा प्रश्न है जो हमें v x खोजने के लिए कहा जाता है हमें पहले से निर्दिष्ट कुछ विभवांतर के साथ एक लूप दिया जाता है और एक विभवांतर अज्ञात होता है तो जाहिर है किरचॉफ का विभवांतर नियम इस विभवांतर वी 1 के लिए हल करने का तरीका है इसका मान सीधे नहीं दिया जाता है लेकिन यह आपको बताया जाता है कि यदि वी 1 को 2 किलो ओम प्रतिरोधों में लगाया जाता है तो 5 एम्पीयर इस दिशा में बहते हैं तो अब हम जानते हैं कि यदि V 1 को पूरे रजिस्टर में लागू किया जाता है तो इस दिशा में धारा v1 R V 1 R को N 5 मिली एम्पीयर दिया जाता है तो यह क्या कहता है कि R ने दिया है तो V 1 है 10 वोल्ट तो इस ध्रुवता में आपके पास 10 वोल्ट हैं तो आपको बस इतना करना है कि सभी विभवांतर को एक सुसंगत ध्रुवता में जोड़ना है तो आप उसी तरह की ध्रुवीयता लेते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते पर जाते हैं तो मान लीजिए कि हम वही ध्रुवता लेते हैं जिसमें V x है तो यह वी एक्स है तो मैं इसे जारी रखूंगा यह 2 वोल्ट दिया गया है और मैं उसी दिशा में जारी रखूंगा जो इस ध्रुवीयता के साथ दिया गया है वह 1 वोल्ट है तो ध्रुवीयता के साथ मैंने लाल रंग में चिह्नित किया है 1 वोल्ट और इसी तरह इसके साथ जो लूप की दिशा के अनुरूप है वह 10 वोल्ट है तो अब मैं सब कुछ जोड़ देता हूं वी एक्स 2 वोल्ट 1 वोल्ट 10 वोल्ट 0 तो इससे हमें वी एक्स 11 वोल्ट मिलता है तो मूल रूप से हम सभी को यह जानने की जरूरत है कि वोल्टनियमवी एक की गणना करने में सक्षम होगा और फिर विभवांतर को मेरे द्वारा लिए गए लूप के चारों ओर एक सुसंगत दिशा में ले जाएगा इसलिए कि मैंने v x के लिए दी गई ध्रुवता के साथ शुरुआत की और फिर मैंने इस तरह से जारी रखा कि आप इसे दूसरे तरीके से भी ले सकते थे आपको बिल्कुल वही उत्तर मिलेगा इसलिए ध्रुवताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और कृपया सभी समस्याओं को हल करने में उनका ध्यान रखें यहाँ तीसरी समस्या अत्यंत सरल है जो आपने बताया है वह यह है कि I V विशेषताएँ जहाँ रजिस्टर दी जाती हैं और आपको प्रतिरोध का पता लगाना होगा मूल रूप से आप जानते हैं कि I V विशेषताएँ एक सीधी रेखा हैं और इस रेखा की ढलान चालन से मेल खाती है और निश्चित रूप से यह मूल से गुजर रहा है अन्यथा यह एक अवरोधक नहीं होगा तो एक अन्य बिंदु दिया जाता है जब विभवांतर होता है 3 वोल्ट करंट होता है 100 माइक्रो एम्पीयर इसकी ढलान की गणना करने के लिए यह बेहद आसान है तो यह दूरी 3 वोल्ट है और इसी ऊर्ध्वाधर दूरी 100 माइक्रो एम्पीयर है तो चालकता जो ढलान है वह 100 माइक्रो एम्पीयर 3 वोल्ट है और प्रतिरोध जो कि इसके विपरीत है 3 वोल्ट100 माइक्रो एम्पीयर 30 किलो ओम के बराबर है इसलिए यहां दिया गया है अगला प्रश्न पारस्परिक प्रारंभ करनेवाला को कुछ करंट दिया जाता है पहले बिंदु को दूसरा बिंदु खुला छोड़ दिया जाता है इसका मतलब है कि यहाँ धारा शून्य है अब आपको एक विशेष समय पर V1 की गणना करने के लिए कहा जाता है और I 1 को कुछ आकार दिया जाता है जिसमें सीधी रेखा खंड होते हैं तो आप निश्चित रूप से इसके लिए व्यवस्थित रूप से हल कर सकते हैं आप जानते हैं कि एक प्रारंभ करनेवाला के कॉइल में से एक में विभवांतर L 1 है I 1 के कॉइल टाइम डेरिवेटिव का सेल्फ इंडक्शन जो कि I 1 है जो कि करंट से प्रवाहित होता है पहली कॉइल प्लस दूसरी कॉइल I 2 के माध्यम से धारा में पारस्परिक अधिष्ठापन बार शून्य दिया जाना है तो यह पूरा शब्द 0 हो जाता है आपके पास वास्तव में एक सिंगल कॉइल है यदि आप एक पारस्परिक प्रारंभ करनेवाला के कॉइल में से एक को सर्किट खोलते हैं तो यह मूल रूप से दूसरे के अनुरूप एक सिंगल कॉइल है इसलिए एल 1 दिया जाता है तो आपको बस इतना करना है कि एक सीधी रेखा की ढलान और ढलान को 3 माइक्रो सेकेंड की अवधि में बहुत आसानी से पाया जा सकता है जो कि 1 माइक्रो सेकेंड से 4 माइक्रो सेकेंड तक 4 मिली एम्पीयर द्वारा धारा परिवर्तन होता है तो L 1 गुना dI 1 dt 3 मिली हेनरी गुना है धारा में परिवर्तन है 4 मिली amps क्योंकि यह 2 से शुरू होता है और फिर 2 पर जाता है तो यह है 2 मिली amps 3 माइक्रो सेकंड तो यह 4 वोल्ट से मेल खाता है इसलिए वी 1 इस दिशा में आप डॉट सम्मेलन और वी 1 के लिए ध्रुवीयता जानते हैं और इसी तरह मैंने उस पर चर्चा नहीं की लेकिन उसके आधार पर मैंने यह लिखा है और v1 4 वोल्ट निकला है कई मामलों में आपको या तो नकारात्मक संकेत मिलते हैं जहां नहीं होना चाहिए और इसी तरह इसलिए कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण की जांच करें कि आपने प्रत्येक चरण में धारा में प्रत्येक विभवांतर के लिए सही संकेत लिया है यह पाँचवाँ प्रश्न है हमारे पास एक संधारित्र है और आपसे किसी समय संधारित्र के आर पार विभवांतर ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो आपको संधारित्र के धारा विभवांतर को नियंत्रित करने वाले समीकरण का उपयोग करना होगा आप जानते हैं कि संधारित्र विभवांतर शून्य से as तक d t के I का 1 बटा c समाकलन है निश्चित समय मान लें कि t 1 इस विशेष मामले में जो कि 6 माइक्रोसेकंड है और उसमें आपको संधारित्र का विभवांतर जोड़ना होगा जो कि t के बराबर है प्रश्न का कथन कहता है कि आपको वीसी को टी के बराबर 6 माइक्रो सेकेंड पर ढूंढना है इसलिए मेरे पास ऊपरी सीमा के रूप में 6 माइक्रो सेकेंड है और शून्य का वी सी शून्य है क्योंकि इसकी क्षमता शुरू में सीधे से मिलकर रास्ते से निकलती है रेखा खंड जिसका मूल रूप से मतलब है कि आप बहुत आसानी से ढलानों की गणना कर सकते हैं ऐसा क्या है जो आपको ढूंढना है आपको संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा का अभिन्न अंग खोजना होगा जिस तरह से मैं इसे निरूपित करता हूं v I c केवल भ्रम से बचने के लिए आप इस दिशा में I c को खोजने के लिए और इस ध्रुवता के साथ vc खोजने के लिए एकीकृत हैं और I c किरचॉफ के धारा नियमद्वारा यह सिर्फ I 1 I 2 है तो मुझे जो करना है वह I 1 I 2 के तहत क्षेत्र का पता लगाना है और एकीकरण एक रैखिक ऑपरेशन है इसलिए मैं I 1 से 6 माइक्रो सेकेंड तक का क्षेत्र और I 2 से 6 माइक्रो सेकेंड तक का क्षेत्र ढूंढ सकता हूं और दोनों को एक साथ जोड़ सकता हूं तो अब I 1 के तहत क्या है हमारे पास मूल रूप से इस सकारात्मक भाग में 5 मिली एएमपीएस गुणा 2 माइक्रो सेकेंड है और यहां हमारे पास 5 मिली एएमपीएस गुना 1 माइक्रो सेकेंड है इसी तरह यह सकारात्मक क्षेत्र 5 मिली एएमपीएस गुणा 2 माइक्रो है सेकंड और अंत में यह नकारात्मक क्षेत्र 5 मिली एएमपीएस गुणा 1 माइक्रो सेकेंड है तो यदि आप कुल क्षेत्रफल की गणना करते हैं तो आपको 2 गुना 5 मिली एम्पीयर गुणा 1 माइक्रो सेकेंड मिलेगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं यह सब मिटा दूं तो यह नकारात्मक क्षेत्र इसे रद्द कर देता है कि एक और यह नकारात्मक क्षेत्र उस एक को रद्द कर देता है तो आपके पास इतना ही बचेगा तो यह 10 मिली एम्पीयर बार माइक्रो सेकेंड है जो मूल रूप से 10 नैनो कूलम्ब है इस एकीकरण को करते समय सभी इकाइयों से सावधान रहें और इसी तरह इसी तरह I 2 के तहत क्षेत्र की गणना की जा सकती है हम देखते हैं कि यह सकारात्मक क्षेत्र इस नकारात्मक क्षेत्र को रद्द करता है इसी तरह यह नकारात्मक क्षेत्र उस सकारात्मक क्षेत्र को रद्द करता है तो मेरे पास जो कुछ बचा है वह इसका हिस्सा है और मैं आसानी से उस क्षेत्र की गणना कर सकता हूं I 2 के तहत क्षेत्र होने के लिए आपको 6 माइक्रो सेकेंड की सभी दर की गणना करनी होगी कुछ क्षेत्रों को रद्द कर दिया गया है और इसके साथ नारंगी भाग छोड़ दिया गया है और वह मुझे मूल रूप से 15 देता है मेरे पास 15 है क्योंकि मेरे पास यहां 1 माइक्रो सेकेंड है और यहां मेरे पास पूर्ण आयत नहीं है मेरे पास केवल त्रिकोण है तो यह 15 माइक्रो सेकेंड बार 5 मिली एम्पीयर है जो कि 75 नैनो कूलम्ब है तो कुल क्षेत्रफल 175 नैनो कूलम्ब है और इसे समाई से विभाजित करना है तो 6 माइक्रो सेकेंड में V c 10 नैनो फैराड द्वारा 175 नैनो कूलम्ब होगा जो कि 175 वोल्ट है फिर हम छठी समस्या पर आते हैं इस मामले में हमारे पास एक पारस्परिक प्रारंभ करनेवाला है लेकिन धाराओं को दोनों कॉइल में चलाया जा रहा है तो अब मुझे उचित ध्रुवों के साथ धाराओं को निरूपित करने दें मैं चुनूंगा कि दोनों कॉइल धाराएं डॉट्स में बह रही हैं मुझे इसे I 1 प्राइम कहते हैं और यह I 2 प्राइम है तो याद रखें कि मैंने 1 प्राइम और आई 2 प्राइम ने उन्हें डॉट्स में बहने के लिए चुना है फिर आपसी इंडक्शन के सम्मेलन से मुझे पता है कि वी एक डॉट के साथ सकारात्मक है यह एल 1 डीआई एल प्राइम बाय डीटी एम डीआई 2 प्राइम डी है टी और इसी तरह v2 डॉट के धनात्मक होने के साथ m d I 1 prime d t L 2 d I 2 prime dt है और इसके लिए उपयोग किए गए प्रतीकों I 1 और I 2 के साथ भ्रमित न हों आपको डॉट में जाने वाली धाराओं को लेना होगा और विभवांतर के लिए सकारात्मक के रूप में परिभाषित डॉट के साथ विभवांतर की गणना करनी होगी और हम वी 2 को 4 माइक्रो सेकेंड के बराबर पर भी ढूंढते हैं और आपके दिए गए I 1 प्राइम और I 2 प्राइम प्रभावी रूप से I 2 प्राइम कुछ भी नहीं है I 2 और I 1 प्राइम बस I 1 है तो मुझे बस इतना करना है कि इन डेरिवेटिव्स की गणना करें और मुझे इसे t पर 4 माइक्रो सेकेंड के बराबर करना है जो कि इस पल में है तो अब मुझे सीधी रेखा के इस हिस्से की ढलान की गणना करनी है मुझे लगता है कि I 1 का ढलान यह है कि यह 2 माइक्रो सेकेंड के अंतराल पर 5 मिली एएमपीएस से 5 मिली एएमपीएस में बदल रहा है तो 10 मिली एएमपीएस 2 माइक्रो सेकेंड वाई 1 का ढलान है और आई 2 2 माइक्रो सेकेंड की अवधि में 10 मिली एएमपीएस से 10 मिली एएमपीएस तक बढ़ रहा है तो इसका ढलान 20 मिली एएमपीएस है यह 2 माइक्रो सेकेंड की अवधि में 20 मिली एएमपीएस से बदलता है और एल 2 और एम दिया जाता है तो मुझे मी करना है जो 1 मिली हेनरी गुना है I 1 प्राइम के परिवर्तन की दर जो शून्य से 10 मिली एएमपीएस2 माइक्रो 2 एल 2 है जो 4 मिली हेनरी बार है यह याद रखें कि यह 20 मिली एएमपीएस 2 माइक्रो है दूसरा I 2 और I 2 प्राइम के परिवर्तन की दर है I 2 तो परिवर्तन की दर का I 2 अभाज्य इसका ऋणात्मक है तो मुझे फिर से यहां एक ऋणात्मक संख्या 20 मिली एएमपीएस 2 माइक्रोसेकंड मिल जाएगी और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे इसमें से m 5 वोल्ट और उससे 40 वोल्ट मिलेगा जो मुझे देता है 45 वोल्ट तो फिर से यह सही संकेत सम्मेलन के साथ पारस्परिक प्रारंभ करनेवाला की I V विशेषता का उपयोग करने का मामला है तो आप साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखें अन्यथा आपको सभी प्रकार के गलत परिणाम मिलेंगे इस मामले में दो शब्द हैं इसलिए यदि आप उन दोनों के लिए एक संकेत में गलती करते हैं तो यह वास्तव में अच्छा है कम से कम आपको परिमाण मिलेगा लेकिन नकारात्मक उत्तर लेकिन आप उनमें से एक से साइन में गलती करते हैं तो आपको कुछ भ्रमित करने वाला उत्तर मिलेगा जो अंतर दिखता है वास्तविक उत्तर से संकेत और परिमाण दोनों में तो कृपया विभवांतर और धाराओं के संकेतों के बारे में बहुत सावधान रहें यहाँ आखिरी समस्या है जो आपको यह करंट I १ बराबर ५ माइक्रोसेकंड पर मिलेगा अब हमारे पास एक संधारित्र और प्रारंभ करने वाला और एक रोकने वाला से जुड़ा एक विभवांतर v है अब यह स्पष्ट है कि किरचॉफ के विभवांतर नियम के अनुसार एक ही विभवांतर V उन सभी में दिखाई देता है तो यहाँ वोल्टता t का वोल्ट है और वहाँ का वोल्ट t का V है तो अब मैं इस धारा I 1 को खोजने के लिए क्या करता हूं मुझे प्रारंभ करनेवाला के माध्यम से रोकनेवाला धारा के माध्यम से धारा की गणना करनी है और संधारित्र के माध्यम से धारा की गणना करना है और उन सभी को योग करना है तो मेरे पास I r I l और I c है और v का मार्ग रूप यहां दिया गया है तो आइए हम तीनों धाराओं की गणना करें और उन्हें जोड़ दें और साथ ही आपको यह भी माना जाता है कि 5 माइक्रो सेकेंड में गणना करना सबसे आसान है I R तो t 5 माइक्रो सेकेंड के बराबर है v 1 वोल्ट है और r 1 किलो है तो I r बस V बटा R के बराबर है जो कि 1 मिली एम्पीयर है अब अगला i c V c के समय व्युत्पन्न का c गुना होगा जो कि १० नैनो फैराड है और v का समय व्युत्पन्न है जो मूल रूप से लाइन के इस हिस्से का ढलान है जो २ माइक्रो सेकंड में २ वोल्ट से गिरता है तो ढलान 2 वोल्ट 2 माइक्रो सेकेंड है जो प्राप्त करता है 10 मिली एम्पीयर और अंत में आपको l और l की गणना करनी होगी तो यह I c है और I l शून्य से ५ माइक्रो सेकंड तक विभवांतर वक्र के तहत एक से अधिक l इंटीग्रल है और साथ ही प्रारंभ करनेवाला का मान शून्य है जिसे शून्य दिया जाता है ताकि वह चला जाए तो मुझे क्या करना है इस वक्र के नीचे के क्षेत्र को 5 माइक्रो सेकेंड तक ढूंढना है तो मैं देख रहा हूं कि यह नकारात्मक क्षेत्र इसके साथ काम करता है आपको इस हिस्से तक का क्षेत्र ढूंढना होगा तो यह वह क्षेत्र है जहाँ आपको आयत और त्रिभुज को साइन अप करना है जो इस विषम आकार के बहुभुज को बनाते हैं आप देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल 275 माइक्रो सेकंड गुणा 2 वोल्ट है जो कि क्षेत्र है और मुझे इसे विभाजित करना है इंडक्शन द्वारा जो कुल करंट प्राप्त करने के लिए एक मिली हेनरी है 55 मिली amps और यह I 1 और कुछ नहीं बल्कि I r I l और I c का योग है जो 35 है इसलिए संक्षेप में बताने के लिए कि इस सत्रीय कार्य को हल करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको किरचॉफ के धारा नियम और विभवांतर नियम से परिचित होना होगा और प्रत्येक में मात्राओं को एक संगत दिशा में लेना होगा उदाहरण के लिए किरचॉफ के धारा नियमके लिए आप एक नोट से बाहर की ओर बहने वाली सभी धाराओं को लेते हैं इसी तरह किरचॉफ के विभवांतर नियमके लिए आप लूप के चारों ओर सभी विभवांतर को एक ही दिशा में चिह्नित करते हैं यदि कुछ विभवांतर विपरीत दिशा में दिए जाते हैं तो आप मान की उपेक्षा करते हैं और इसे अपनी दिशा में इस तरह से लेते हैं कि इसे हमेशा व्यवस्थित होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि आपको विभवांतर और धारा की धारा ध्रुवीयता के साथ सभी तत्व I V विशेषताओं को भी जानना होगा तो इसमें से अधिकांश मूल रूप से विभवांतर और धाराओं के सभी सही ध्रुवों का ट्रैक रख रहे हैं और क्योंकि आपको उन जगहों पर कुछ इस तरह के रूप दिए गए हैं जहां आपको इस तरह के रूपों या क्षेत्रों के तहत स्लोप की गणना करनी है